तो अब हम ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस के मूल अवधारणा की बात करेंगे हम जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर धारा को प्रवाहित करता है तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है उदाहरण के लिए अगर हम दाएं हाथ का नियम को लगाएं और मानो कि यह आपका कंडक्टर हो और आप कंडक्टर को इस तरह से पकड़े तो अगर यह धारा की दिशा हो तो यह घड़ी की विपरीत दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होगी जब कभी भी कोई कंडक्टर धारा को प्रवाहित करेगा तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगी यानी चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय होती हैं जिनका केंद्र कंडक्टर के केंद्र पर होता है अगर मैं इसे इस तरह पकड़ता हूं और अगर यह अंगूठे की दिशा में ऊपर की तरफ धारा की दिशा हो तब आपके पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी जो कि संकेंद्रीय वृत्त है ठीक है तो उस कंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज को इस प्रकार से लिखा जा सकता है E ddtवोल्ट जहां कहीं भी संभव हो मैंने उनकी इकाई को लिख दिया है यह वास्तव में समीकरण 4 है जहां मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का प्रतिनिधित्व वेबर टर्न मे करता है तो इस समीकरण 4 को इस रूप में भी लिखा जा सकता है जैसे कि EddididtLdidtयह समीकरण 5 है जहां Lddi है तो L वास्तव में अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो यह वास्तव में इंडक्टेंस है तो Lddi हेनरी में इंडक्टेंस है किसी रैखिक चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स लिंकेज करंट के साथ रैखिक रूप से बदलता है ताकि इंडक्टेंस हमेशा से स्थिर रहे यानी अगर कोई चुंबकीय सर्किट रैखिक है तो फ्लक्स लिंकेज करंट के साथ रैखिक रूप से बदलता है यानी इंडक्टेंस हमेशा से स्थिर रहेगा इसका मतलब Lddi को i लिख सकते हैं यह समीकरण 6 है वास्तव में मैं आपको एक और चीजें बताना चाहूंगा वास्तव में लेम्डा का संकेत इस तरह होता है लेकिन मेरी आदत लेम्डा को लिखने की इस तरह हो गई है तो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में इसे ऐसे ही लिखूंगा तो पूरी तरह से यहां कोई भी संकेतिक बदलाव नहीं किया गया है तो यह समीकरण 6 प्रदान करता है जो हम लिख सकते हैं LI वास्तव में लेम्डा फ्लक्स लिंकेज के बराबर है लेकिन अब हम इसे लेम्डा से प्रस्तुत कर रहे हैं I तथा RMS मान है और यह समीकरण 7 हैं तो एंपियर के नियम का उपयोग करने पर जो संलग्न धारा I तथा चुंबकीय धारा की तीव्रता H के बीच संबंध बैठता है यहां संलग्न धारा I तथा लुप समाकलन H dl Iaइसे लुप समाकलन कहते हैंया आपका एंपियर के नियम है तो यह समीकरण 8 है यह समीकरण को बाद में उपयोग करेंगे अब फ्लक्स डेंसिटी जोकि वेबर प्रति वर्ग मीटर है उसे इस प्रकार लिखा जाता है BH तो यह समीकरणों 9 है जहां 0rतथा04x 10 7Hm स्वतंत्र स्पेस की परमीबिलिटी है rरिलेटिव परमीबिलिटी तो हम क्या कर सकते हैं कि हम समीकरण 4 में ddtको j से हटा रहे हैंअल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंकेज के कारण वोल्टेज ड्रॉप इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है Vj जहां लेम्डा बराबर LI है साईं लेम्डा के बराबर है इसलिए यह वोल्टेज ड्रॉप V jLI है तो jL कुछ नहीं बल्कि रिएक्टेंस है लेकिन I धारा की RMS मान है यानी jLI फ्लक्स लिंकेज के बराबर है वास्तव में यह समीकरण 10 है इसी तरह से अगर आप इन दोनों सर्किट के बीच म्युचुअल इंडक्टेंस पता करने की कोशिश करेंगे इसे इस तरह परिभाषित किया जाता है दूसरे सर्किट में धारा बहने के कारण पहले सर्किट में फ्लक्स लिंकेज इसे हम बाद में फिर से देखेंगे जब आप सिंगल फेज कंडक्टर के इंडक्टेंस को पता करने की कोशिश कर रहे होंगे तथा कंडक्टर के इंडक्टेंस को पता करने की कोशिश कर रहे हैं तब उस वक्त भी हम इसे देखेंगे तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं इसका मतलब म्युचुअल इंडक्टेंस हेनरी में होता है यह समीकरण 11 है तो तो म्युचुअल इंडक्टेंस दो सर्किट के बीच इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है किसी दूसरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने के कारण पहले सर्किट में फ्लक्स लिंकेज यानी यह दूसरे सर्किट में धारा बहने के कारण फ्लक्स लिंकेज है तो इसका मतलब 21I1 पहले सर्किट का फ्लक्स लिंकेज के दूसरे सर्किट में धारा बहने के कारण है इस प्रकार आप इसे प्राप्त करने का कोशिश करें की सर्किट 2 में वोल्टेज ड्रॉप और सब वोल्टेज ड्रॉप इस म्युचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या होगा तब पहले सर्किट में धारा I के कारण V2jM21I1j21 तो jजैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन 21M21I1 वोल्ट ठीक है तो या दूसरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप है तो इस तरह से हम म्युचुअल इंडक्टेंस को पता कर सकते हैं जिसका विवरण हम बाद में देखेंगे ठीक है अब सिंगल कंडक्टर के इंडक्टेंस को हम देखेंगेट्रांसमिशन लाइनें समानांतर कंडक्टर से बनी होती हैं और इसे अनंत लंबा माना जा सकता है क्योंकि आपने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को देखा होगा जो आपस में समानांतर होती हैं और उन्हें अनंत लंबाई का माना जा सकता है तो इस आधार पर धारा को प्रवाहित करने वाले पृथक बेलनाकार कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज के लिए एक व्यंजक को विकसित करेंगे तो हम यह मानेंगे की एक कंडक्टर जो कि ठोस बेलनाकार प्रकार का है जिसकी वापस की राह अनंत पर है इसका मतलब हम देखेंगे कि जिसको आप पृथक बेलनाकार धारा प्रवाहित करने वाली कंडक्टर कहते हैं और जिस की वापसी की राह अनंत पर है पूरा मिलकर एक कुंडली बनाएगा और इन अवधारणा के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय जिन की दिशा दाएं हाथ के नियम से दी जाती है मैंने आपको शुरुआत बताया था कि अगर आप कंडक्टर को इस तरह पकड़े कि यह धारा की दिशा हो तो यह उंगली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी ठीक है तो दिशा दाएं हाथ के नियम से दी जाती है तो अगला है मेरा मतलब कंडक्टर के इंडक्टेंस की गणना करनी है यह जरूरी है कि फलक्स को कंडक्टर के अंदर भी माने अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ तो हमें सिंगल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस को ज्ञात करना है तो जैसे जैसे हम कंडक्टर के केंद्र बिंदु की तरफ जाते हैं तो अंतरिम फ्लक्स लगातार कम मान वाले धारा से जुड़ती है उदाहरण के लिए यह कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है धारा I को प्रवाहित कर रहा है हम माने की धारा घनत्व एक समान है और अगर आप केंद्र की तरफ जाएं तो क्या होता है कि यह धीरे धीरे कम मात्रा वाले धारा से जुड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि हमने धारा घनत्व को एक समान माना है हम यह मान रहे हैं कि की हम इस तरह से घूम रहे हैं मतलब आपका अंतरिम फ्लक्स धीरे धीरे जितना ज्यादा हो उतना जुड़ रहा है यदि मानो की आपने सभी अंतरिम फ्लक्स लाइनों को बना दिए हो मैंने इसे ऐसा बनाया है आप यहां से केंद्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तब या धीरे धीरे कम मात्रा वाले धारा से जुड़ रहा होता है इसका मतलब यह यहां लिखा हुआ है कि जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं केंद्र की तरफ बाहरी फ्लक्स हमेशा कुल धारा से जुड़ा होता है बाहरी फलक्स का मतलब जो कंडक्टर के बाहर होती है वहतो यह हमेशा से कंडक्टर मे कुलधारा को जोड़ेगा इसके आधार पर हम सबसे पहले अंतरिम इंडक्टेंस को पता करने की कोशिश करेंगे तो मानो कि अगर यह आपका चित्र 1 हो और यह आपका कंडक्टर हो ठीक है यह लंबी बेलनाकार कंडक्टर है और यह क्रॉस सेक्शन व्यू है और इसकी त्रिज्या R है आप एक दूरी x लो तथा बहुत छोटी दूरी dx है और इसके चाप की लंबाई dl है ठीक है यहां से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Hx तो यह कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन व्यू है या त्रिज्या R है हम बहुत ही छोटी दूरी dx ले रहे हैं और यह कंडक्टर के चाप की लंबाई dl है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कंडक्टर के अंदर x त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्ताकार बंधपथ के चारों तरफ MMF की गणना करते हैं जैसा की चित्र 1 में दिखाया गया हैइसलिए आप लूप समाकलन को इस तरह लिख सकते हैं HxdlIx मानो की दूरी x पर धारा Ix है और Hxचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हैकंडक्टर के केंद्र से x दूरी पर एंपीयर टर्न प्रति मीटरतथा Ixx दूरी तक निहित धारा एंपियर में है चूंकि क्षेत्र सममित है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से संबंधित है इसका मतलब Hxहर एक बिंदु पर नियत है यानी अचर है तोHxकेंद्र से समान दूरी पर के सभी बिंदुओं पर नियत हैतो यह वृत्ताकार पथ है तो सभी जगह Hx नियत रहेगा तो dl का समाकलन वास्तव में वृत्त के परिधि होगा जो कि आपका 2x होगा और Hx सभी जगह नियत है जैसा है वैसा ही रहेगा वृत्ताकार है जो कि कुल चाप की लंबाई के बराबर होगा लेकिन अगर आप कुल परिधि का समाकलन करते हैं तो यह 2x Hxके बराबर हो जाएगा इसका मतलब उस बिंदु पर अगर आप अनुप्रस्थ काट को लेते हो हम एक समान धारा घनत्व को लेंगे तो x दूरी पर इस वृत्त का क्षेत्रफलx2तथा R दूरी पर वृत्त का क्षेत्रफल R2तो x दूरी पर धारा Ix तो हमने माना है कि धारा घनत्व एक समान है इसलिए IXx2Ir2 इस प्रकार Ixx2r2Iआपस में कट जाएंगे यह समीकरण 15 है तो इसके बाद समीकरण 14 और 15 से हमें क्या प्राप्त होता है कि समीकरण 14 में Ixx2r2 प्रतिस्थापित तथा थोड़ा सा सरलीकरण करने पर HxI2 r2x एंपीयर टर्न प्रति मीटर तो यह समीकरण 16 है इस तरह से नन मैग्नेटिक मैटेरियल के लिए नियत परमीबिलिटी 0x दूरी पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीBx0Hx0I2r2x तो यह समीकरण 17 है ठीक है 0 फ्री स्पेस की परमीबिलिटी और 04x 10 7हेनरी प्रति मीटर तो अब डिफरेंशियल फलक्स dxमोटाई d x के एक छोटे से क्षेत्र के लिएअब फिर से यह डायग्राम डिफरेंशियल फलक्स dx मोटाई dx के एक छोटे से क्षेत्र के लिए dx Bx dx ×1और यह कुछ ऐसा है मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकोगे यदि मैं इसको मोरू मानो कि यह आपका कंडक्टर है और इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी मोटाई dx अगर आप इसे मारोगे तो इसकी मोटाई dx होगी क्षेत्रफल यह भाग होगा dx1 वर्ग मीटर मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसका मतलब dφx Bx dx ×1 यह फ्लक्स डेंसिटी है वेबर वर्ग मीटर गुने यह क्षेत्रपाल dx गुने 1 ठीक है इस प्रकार से डिफरेंशियल फ्लक्स dx मोटाई d x के एक छोटे से क्षेत्र तथा लंबाई 1 मीटर के लिए dxBx dx ×10I2r2xdxतो यह समीकरण 18 है तो फलक्स dxवास्तव में कंडक्टर के कुछ भाग तक ही जुड़ती है यह x दूरी पर है एक समान धारा घनत्व के अवधारणा के आधार पर हमने माना है कि धारा घनत्व समान है केवल अंश टर्न हैं यह वास्तविकता में यहां कोई टर्न नहीं है क्योंकि यह एक अनुप्रस्थ काट है लेकिन केवल कुल धारा के अंश टर्न ही फ्लक्स के द्वारा जुड़े हुए हैं क्योंकि x दूरी पर क्षेत्रफल x2है और कंडक्टर की त्रिज्या r है इसलिए इसका क्षेत्रफलr2है तो हम x2r2 को कुलधारा के फ्रेक्शनल टर्न के रूप में बुलाते हैं तो इस तरह हमने कल्पना की तो इस स्थिति में क्या होगा जब फ्लक्स लिंकेज फ्रेक्शनल टर्न होगा तो फलक्स लिंकेज dxx2r2dx0I2r4x3dx के बराबर है तो आपने देखा है कि dx0I2r2xdx को dx मे प्रतिस्थापित करने पर 0I2r4x3dx प्राप्त होता है यह समीकरण 19 है चुकी कंडक्टर की त्रिज्या r है इसलिए समाकलन 0 से r तक होगा तब आपको कुल आंतरिक फ्लक्स की प्राप्ति होगी इसलिए int का समाकलन int0r 0I2r4x3dx 0I8तो इसको समाकलन करने पर 0I भागा 8 पाई वेबर टर्न प्रति मीटर तो आप पाओगे कि यह r से मुक्त है क्योंकिr4भागा r4 आपस में कट जाते हैं तो यह समीकरण 20 है इस समीकरण में 04x 10 7हेनरी प्रति मीटर रखने पर int4x 10 7I8वेबर टर्न प्रति मीटर इसलिए आंतरिक इंडक्टेंस int भागा I होती है इसलिए LintintIहेनरी प्रति मीटरइस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कराने वाले कंडक्टर की आंतरिक इंडक्टेंस 12x 10 7हेनरी प्रति मीटर होती है और यह कंडक्टर की त्रिज्या या व्यास से मुक्त होता है इसका मतलब कंडक्टर की त्रिज्या या व्यास जो भी हो इस Lint की मान हमेशा से ही नियत होगी और वह नियत मान 12x10 7हेनरी प्रति मीटर के बराबर होगी इसे मैंने समीकरण 21 माना है तो यह धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का आंतरिक इंडक्टेंस है जोकि 12x10 7हेनरी प्रति मीटर के बराबर है अब अगला बाहरी फ्लक्स लिंकेज के कारण इंडक्टेंस है तो यह कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो हमने क्या लिया है हमने कंडक्टर की त्रिज्या को r माना है तथा दो बाहरी बिंदु को लिया है एक बिंदु p पर है जो कि केंद्र से D1 दूरी पर है यह कंडक्टर के केंद्र से यह बिंदु p तक दूरी D1 है तथा दूसरा बिंदु हमने q पर लिया है तो यह चित्र दो है तो दो बाहरी बिंदु p और q के बीच फलक्स लिंकेज इसीलिए मैंने यहां इसे लिखा है की चित्र दो दो बिंदु p और q को कंडक्टर से D1 तथा D2 की दूरी पर दिखाता है जो धारा I को प्रवाहित करती है तो धारा I को कंडक्टर के द्वारा ढोया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत होती है इसलिए बिंदु p और q के बीच के सारे फ्लक्स सकेंद्रीय बेलन के सतह के अंदर होंगे जोकि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा तो x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हमने कुछ दूरी को लिया है जोकि कंडक्टर से बाहर है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से लिखा जा सकता है HxI2xइस प्रकार हम देखते हैं कि x दूरी के किसी भी बिंदु पर यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत रहेगी क्योंकि यह सकेंद्रीय वृत है तथा x दूरी पर वृत की परिधि 2x है इसलिए I कंडक्टर में प्रवाहित धारा के बराबर है तो HxI2x एंपीयर टर्न प्रति मीटर यह समीकरण 22 है इसलिए फलक्स डेंसिटी x दूरी पर Bx0I2x वेबर टर्न प्रति मीटर यह समीकरण 23 है इसलिए कंडक्टर के बाहर की फलक्स पूरे धारा I से जुड़ी रहती है मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस प्रकार फ्लक्स लिंकेज dxdxके बराबर है इस प्रकार dx dx मोटाई वाले छोटे से क्षेत्र तथा 1 मीटर लंबाई वाले कंडक्टर के लिए डिफरेंशियल फ्लक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है dxdxBxdx10I2xdx dxdxके बराबर है तथा यह दोनों Bxdx1 के बराबर हैं अगर आप इस तरह से कल्पना करें कि इस बेलन की यह मोटाई dx है और अगर आप इसे मोरे तो यह मोटाई गुने एक तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ठीक है तो इस स्थिति में पहले जैसा ही dxdxBxdx10I2xdxवेबर टर्न प्रति मीटर तो यह समीकरण 24 है कुछ फ्लक्स लिंकेज बिंदु p और q के बीच के बीच आपको ज्ञात करना है तो p की कंडक्टर से दूरी D1 है तथा बिंदु q की D2 है तो अब आपको इसे समाकलन करना है इसका मतलब pq D1D20I2xdx0I2ln यह समीकरण 25 है इसलिए दो बाहरी बिंदु p और q के बीच का इंडक्टेंस LextpqI02lnहेनरी प्रति मीटर और अगर आप 04x 10 7 को इस समीकरण में रखेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और अंत में आपके पास 2 x 10 7ln हेनरी प्रति मीटर बचेगा यह आपका समीकरण 26 है तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं किLext D पर निर्भर करता है बाद में हम देखेंगे कि कंडक्टर के केंद्र से कुछ दूरी D पर चीजें कैसी होंगी लेकिन अगर आपके पास 2 बिंदु D1 तथा D2 दूरी पर हो तब Lext दोनों दूरीयो D1 और D2 पर निर्भर करती है बाद में हम देखेंगे कि इसे और सरल कैसे करें ठीक है तो अगला है सिंगल फेज टू वायर लाइन का इंडक्टेंस उदाहरण के लिए इन चीजों के पहले आप अपने सिंगल फेज टू वायर लाइन को ले रहे हैं तो यह एक कंडक्टर है लाल रंग का यह दूसरा कंडक्टर है मान लो कि इसकी त्रिज्या r1 तथा r2 है यह आपकी करंट I1 है प्लस मतलब करंट पेज के अंदर जा रही है यह वापस का रास्ता है जिसको बिंदु से दर्शाया गया है तो यह सिंगल फेज टू वायर सिस्टम है तो एक धारा को पेज के अंदर तथा दूसरा पेज के बाहर ला रहा है तो हमें सिंगल फेज टू वायर सिस्टम का इंडक्टेंस पता करना है